नमस्कार मित्रों मैं हूँ सर्वेश सोनकर इस एयरक्राफ़्ट डिज़ाइन पाठ्यक्रम के लिए का TA और आज मैं वेट फ्रैक्शन के एक सवाल के बारे में चर्चा करूँगा इस समस्या में हमारे पास एक नागरिक विमान है जिसकी गति 06 माक है और विमान का का उपकरणों और पे लोड सहित कुल वजन 10000 पाउंड है और 4 चालकदल का वजन 800 पाउंड है हमें इसका वेट फ्रैक्शन WfW0 का आकलन करना है और इस गणना के लिए आवाज़ की गति 9948 फ़ीट प्रति सेकंड है जैसे कि चित्र में दिखाया गया है आपका मिशन प्रोफ़ाइल एयरक्राफ़्ट बिंदु 3और4 के मध्य 30 मिनट तक मंडराता है और बिंदु 5 और 6 के बीच 40 मिनट तक और बिंदु 11 और 12 के बीच 20 मिनट तक इसलिए इस उदाहरण में सिर्फ मिशन प्रोफाइल को बदला गया है अन्यथा यह वही प्रश्न है इसलिए मैं पहले विभिन्न प्रकार के इंजन के लिए डाटा पढूंगा यहाँ पर SFC का मान विशुद्ध टर्बोजेट के लिए लो बाइपास टर्बोफैन के लिए यात्रा के लिए हाई बाइपास टर्बोफैन के लिए धीरे चलने के लिए 09 08 08 07 05 04 है और विभिन्न वजन भिन्न के लिए SFC अतः जोश में आना और उड़ान भरना ऊपर उठना और जमीन पर उतरना इसलिए वार्म अप से टेक ऑफ तक 0970 0995 और मिशन है धीरे धीरे उड़ना इसलिए इस मिशन के लिए यह एक वार्म अप और टेक ऑफ ऊपर उठना और इसकी क्रूज रेंज 03 है और यह फ़ीट में है और और एक लॉयटेर है 30 मिनट तक लॉयटेर करें मान लें कि मैं 30 मिनट ले रहा हूँ पुनः इस क्रूज की रेंज है 2070866 फ़ीट फिर से 40 मिनट के लिए लॉयटेर करें 05 और 6 क्रूज की तरह उसी रेंज पर 1035433 फ़ीट और यहाँ मान लें कि एक आकस्मिक लैंडिंग होती है इसलिए यहाँ हम फिर से वार्म अप कर टेक ऑफ करेंगे और यह एक लैंडिंग है 08 09 और 10 फिर ऊपर चढ़ कर 1035433 फ़ीट पर क्रूज करेंगे और लॉयटेर है 010 और 11 12 13 14 इसलिए यहाँ फिर से उसी रेंज 1035433 फ़ीट पर क्रूज करेंगे और यह लैंडिंग है 10 9 इस तरह अब हमारा दूसरे तरह का मिशन है अब हम डिफरेंस पॉइंट्स के मध्य वेट फ्रैक्शन की गणना करेंगे पहले हम ऐतिहासिक डाटा का प्रयोग करेंगे W1W0 वार्म अप है और टेक ऑफ जो है 0970 दूसरे क्लाइंब के लिए है W2W1 जो है 0985 तीसरे है W3W2 यह है क्रूज इस मिशन में हमारी अपेक्षा वही है जो पहले वाले में थी जिसमें विशुद्ध टर्बोजेट इंजन था इसलिए क्रूज की स्थिति के लिए हम ऐतिहासिक डाटा का प्रयोग करेंगे जो है 09 इसलिए पहले हम इसे सेकंड में परिवर्तित करेंगे तो यह है 000025 प्रति सेकंड इसलिए क्रूज की स्थिति के लिए e RC V e 1035435 0 00025 59688 139 मूल रूप से का मान 16 से 20 के मध्य में है यहाँ इस प्रश्न के लिए मैं इसे 16 ले रहा हूँ इसलिए 0866 max 086616 139 therefore इसलिए e 25885825 8296632 0969 अब हमें निकालना है जो है लॉयटेर में इसलिए लॉयटेर के लिए e ECLDmax E30 60 1800 सेकंड C विशुद्ध टर्बोजेट इंजन के लिए लॉयटेर में 08 है इसलिए 08 को प्रति घंटे में बदलते हैं इसलिए 08 लगभग 3600 और यह देगा 00002222 प्रति सेकंड इसलिए e 1800 0 0002222 16 e 039996 16 e e 00243975 0975 मैं इसे मिटा दूंगा इसलिए बिंदु 5 से 4 तक वेट फ्रैक्शन क्रूज जैसा ही होगा और इसका सूत्र भी वैसा ही होगा अर्थात e RC V e 2077086600002559688139 e 00624 0939 इसलिए पुनः बिंदु 5 से 6 तक वेट फ्रैक्शन बिंदु 5 से 6 के बीच 40 मिनट के लॉयटेर के लिए मान लें कि E इस मामले में E1 है तो e ECmax e 2400 0000222 16 0 967 इस तरह इस क्रूज स्थिति के लिए यह रेंज और यह रेंज बराबर हैं इसलिए अनुपात भी बराबर होगा इसलिए अनुपात 0969 और बिंदु 7 से बिंदु 8 तक इसलिए लैंडिंग के लिए ऐतिहासिक डाटा जो है 0995 का उपयोग करेंगे इसलिए यह पुनः 0995 है मैं यही स्थिति वार्म अप और टेक ऑफ के लिए ले रहा हूँ इस तरह ऐतिहासिक डाटा का उपयोग करने से 0970 है और पुनः बिंदु 9 से 10 तक क्लाइंब है क्लाइंब के लिए 0985 E2 20 60 1200 second e 12000000222216 0983 यहाँ बिंदु 10 से 11 तक एंड रेंज वही है जो बिंदु 2 से 3 तक और बिंदु 6 से 7 तक थी इसलिए वजन का अनुपात या वेट फ्रैक्शन समान होगा इसलिए समान होगा या के और क्या है उसके बाद फिर से लोइटेर इससे और २० मिनट तक लोइटेर इस को फिर से सेकंड में बदलना होगा E2 20 60 1200 second और लोइटेर के लिए e ECmax e 12000000222216 0983 कृपया इस मान को जांच लें So again for point 12 to 13 so again range is same as you see 1035433 is equal to the and this path value and this path value also So weight fraction will be also same So it will be 0969 and again use the historical data So here historical data is for landing 0995 So 0995 we need to find the So Wf W0 W14 पुनः बिंदु 12 से 13 के लिए इसकी रेंज समान है इस की पाथ वेल्यू 1035433 के बराबर है इसलिए वेट फ्रैक्शन भी बराबर होगा इस तरह यह होगा 0969 और हम फिर ऐतिहासिक डाटा का उपयोग करते हैं लैंडिंग के लिए यह 0995 है इसलिए 0995 और हमें का मान ज्ञात करना है